हमने पहले उल्लेख किया है कि VLSI चिप क्लॉक और पावर नेट पर राउटिंग नेट के संबंध में बहुत अलग विशेषताएं हैं क्लॉक के लिए मुख्य आवश्यकता स्क्यू संतुलन है क्लॉक के संकेत जो कई बिंदुओं पर आ रहे हैं लगभग एक ही समय में आने चाहिए बशर्ते वे संबंधित हों यदि वे असंबंधित हैं तो मुझे वास्तव में परवाह नहीं है तो क्लॉक नेट में बड़ी संख्या में टर्मिनल पॉइंट होते हैं इसी तरह ग्राउंड या पावर नेट के लिए भी ऐसा ही होता है इसलिए जब आप वीडीडी और ग्राउंड सिग्नल को चिप्स में वितरित कर रहे हैं तो घड़ी के साथ एक समानता यह है कि टर्मिनल बिंदुओं की संख्या संख्या में बड़ी है यदि आप इस मानक सेल प्रकार के लेआउट पर विचार करते हैं तो प्रत्येक मानक सेल जिसे आप अपने डिजाइन में शामिल करते हैं उनके पास एक बिजली और जमीन कनेक्शन होगा तो आपको उन सभी को शक्ति और जमीन खिलानी होगी लेकिन क्लॉक रूटिंग से एक अंतर है घड़ी की राउटिंग में इस मुद्दे को तिरछा तिरछा छोटा करने के बराबर किया गया था घड़ी लगभग एक ही समय पर आनी चाहिए लेकिन बिजली और जमीन में आवश्यकता अलग होती है इसलिए कोई संकेत नहीं है मैं VDD और ग्राउंड लाइनों पर एक निरंतर वोल्टेज लागू कर रहा हूं इसलिए मुझे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सर्किट द्वारा जो भी करंट निकला जा रहा है वही सर्किट जोकि मैं ड्राइव कर रहा हूँ मेरी पावर लाइन्स या ट्रैक्स को आवश्यक शक्ति को निकालने के लिए पर्याप्त चौड़ा होना चाहिए यदि मुझे उच्च शक्ति की आवश्यकता है तो मैं पटरियों को व्यापक बनाता हूं अगर मुझे उस उच्च शक्ति की आवश्यकता नहीं है तो मैं इसे संकीर्ण और फिर से क्लॉक की तरह बना सकता हूं पावर रूटिंग में पावर रूटिंग भी एक परत से दूसरी परत पर अक्सर नहीं जाना चाहेगा तो जहाँ भी तार कनेक्शन आपके लिए आवश्यक हैं केवल उन का उपयोग करें बाकी आप उपयोग नहीं करते हैं और फिर से अधिकांश कनेक्शन एक योजनाकार फैशन में एक ही परत पर होना है क्योंकि जैसा कि हम परतों के आर पार स्विच करते हैं आपका विलंब या अन्य परजीवी प्रभाव बढ़ेंगे बिजली की आपूर्ति लाइन पर शोर बढ़ेगा आपको कुछ शोर भी मिलेगा ऐसी चीजें जिन्हें आप कम से कम कर सकते हैं तो इस व्याख्यान में हम पावर और ग्राउंड रूटिंग के बारे में बात करते हैं इसलिए बुनियादी समस्या जिसकी मैंने पहले ही बात की है एक डिजाइन में लगभग सभी ब्लॉक जिसे आप वीएलएसआई चिप पर लेआउट करना चाहते हैं बिजली और जमीन कनेक्शन की आवश्यकता होगी तो पावर और ग्राउंड पिन केवल चिप भर में हर जगह मौजूद होते हैं और जिन कारणों के बारे में मैंने अभी बात की है वे आम तौर पर एक ही परत और धातु की परत पर रखी जाती हैं अन्य परतों पर क्यों नहीं चूँकि धातु की परत की प्रतिरोधकता बहुत अच्छी होती है इसलिए इसका प्रतिरोध कम होता है ताकि सिग्नल की गिरावट अन्य चीजों से बहुत कम हो जाए यह बड़ी धाराओं को भी ले जा सकता है यही कारण है कि सभी विद्युत नेटवर्क धातु की परत पर बिछाए जाते हैं प्रतिरोधकता छोटी और जो भी संभव हो हम प्लेनर सिंगल लेयर कार्यान्वयन के लिए जाते हैं हम तार कनेक्शन को कम करने की कोशिश करेंगे जब तक कि यह अत्यंत आवश्यक न हो इसलिए VDD और पावर रूटिंग के लिए क्लॉक की तरह ही हमें भी दो चरणों की आवश्यकता है तो क्लॉक में आपको आवश्यकता होती है यदि आप केवल अपने दो चरणों को याद करते हैं तो पहले एक क्लॉक के पेड़ को डिजाइन किया गया था फिर क्लॉक के पेड़ को वास्तविक टर्मिनलों में वितरित किया गया था लेकिन पावर और ग्राउंड रूटिंग के लिए ये दो चरण निश्चित रूप से हैं पहला चरण समान है आप किसी प्रकार की टोपोलॉजी का निर्माण करने की कोशिश करते हैं जिसमे आपको उन सभी बिंदुओं से जोड़ना होगा जहां आपको बिजली लाइनों की आवश्यकता थी दूसरा उन ब्लॉकों के आधार पर जहां आप ड्राइव कर रहे हैं और उनकी करंट की आवश्यकताओं के आधार पर जो आप तारों के विभिन्न खंडों की उपयुक्त चौड़ाई निर्धारित करते हैं यह पावर आउटिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है उदाहरण के लिए जैसा कि मैंने कहा कि आप कह सकते हैं कि बिजली के लिए आपकी रेखा इस तरह दिख सकती है एक बहुत मोटी रेखा से शुरू करें वहाँ से आप अपनी शक्ति को दो अलग अलग रेखाओं तक पहुँचाएँ यह कुछ इस तरह पतला होगा वहां से आप तीन अलग अलग बिंदुओं पर फ़ीड करते हैं यह भी पतला होगा तो लाइनों की चौड़ाई कुल करंट ड्राइविंग आवश्यकताओं के आधार पर अलग अलग होगी तो यह कुछ इस तरह दिखेगा इसलिए पावर और ग्राउंड राउटिंग के लिए पावर के लिए एक और ग्राउंड के लिए अन्य आपको दो इंटरकनेक्शन ट्री की जरूरत है जाहिर है अंतर गैर इंटरसेक्टिंग होगा क्योंकि वीडीडी के लिए एक और जमीन के लिए एक और जैसा कि मैंने अभी कहा कि किसी भी विशेष शाखा में पेड़ों की चौड़ाई कुल करंट के समानुपाती होनी चाहिए जितना करंट उन शाखाओं को संचालन के लिए चाहिए तो पेड़ की जड़ से चौड़ाई व्यापक होगी लेकिन जैसे ही आप लीफ की ओर बढ़ते हैं तार पतले होते चले जायेंगे तो हम मोटे तौर पर दो तरीकों के बारे में बात करते हैं पहले दृष्टिकोण को ग्रिड संरचना के रूप में जाना जाता है तो ग्रिड संरचना क्या कहती है यह कहता है कि वीडीडी और जमीन दोनों के लिए क्षैतिज तारों की कई पंक्तियाँ धातु की परत पर एक दूसरे के समानांतर चलती हैं ऊर्ध्वाधर तार दूसरी परत में चलते हैं और क्षैतिज तारों को जोड़ते हैं ब्लॉक निकटतम वीडीडी और जमीन से जुड़ता है देखें कि यह ग्रिड संरचना मानक सेल प्रकार के डिजाइनों के लिए बहुत उपयुक्त है बस हमें इस मानक सेल डिज़ाइन को याद करने दें ताकि आप सराहना कर सकें कि आपको इसकी आवश्यकता क्यों है इसलिए मैं इस मानक सेल की कुछ पंक्तियों को एक विशिष्ट डिजाइन में दिखा रहा हूं इसलिए मैं 3 मानक सेल पंक्तियों को दिखा रहा हूं अब आप याद करें मैंने उल्लेख किया है कि जब भी आप किसी विशेष मानक सेल में जगह बनाते हैं तो सेल में एक विशेष गुण होता है कि उसका VDD शीर्ष में कहीं चलता है ग्राउंड लाइन नीचे कहीं चलती है और सभी सेल में उनके सापेक्ष स्थान समान होते हैं मान लीजिए कि आप कुछ सेल को पंक्तियों में रखते हैं तो यहाँ भी आप कुछ सेल रखते हैं यहाँ भी आप कुछ सेल रखते हैं अब यह VDD और ग्राउंड लाइन आप देख रहे हैं क्योंकि वे एक दूसरे के साथ रखे हुए हैं वे एक दूसरे को छू रहे होंगे तो सेल में क्षैतिज मार्ग के लिए यह पहले से ही किया जाता है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है तो यह निरंतर लाइन की तरह है तो यह VDD और ग्राउंड लाइन पहले से ही क्षैतिज रूप से जुड़े हुए हैं इसलिए यदि आप उन्हें बाहर निकालते हैं तो ये सभी धातु की परतों पर चल रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं आप एक और परत का उपयोग कर सकते हैं इसलिए मैं इसे एक अलग रंग में दिखा रहा हूं दोनों में निश्चित रूप से धातु की परतें होंगी और यह तार कनेक्शन होगा यहां आप वायर कनेक्शन से बच नहीं सकते यह आपका VDD कनेक्शन होगा यह आपका जमीनी कनेक्शन होगा तो एक परत पर आप VDD और ग्राउंड कनेक्शन को लंबवत और दूसरी धातु की परत में चला रहे होंगे इसलिए उन सभी सेल पर धातु की परतें जो वे क्षैतिज रूप से चल रही होंगी वे तार कनेक्शन को ऊर्ध्वाधर लाइनों से जोड़ रही होंगी और आप देख सकते हैं कि मानक सेल डिजाइन के मामले में लेआउट बहुत नियमित होगा यह कुछ इस तरह दिखाई देगा इसलिए हमें आगे बढ़ना चाहिए तो यहाँ मैंने कुछ इस तरह से दिखाया है यह दो समानांतर VDD और ग्राउंड हैं जो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ मैंने आरेख में दिखाया है कि वे एक जगह से आ रहे हैं लेकिन आप इसे इस तरह से भी कर सकते हैं यहाँ देखें क्योंकि मैंने उन्हें एक तरफ से जोड़ने का प्रयास किया है इसलिए मुझे एक और परत की आवश्यकता है और मुझे तार कनेक्शन की आवश्यकता है लेकिन क्या होगा अगर मुझे लगता है कि मैं एक तरफ से वीडीडी को फीड करूं और दूसरी तरफ से जमीन तो क्या मुझे इस तरह के कनेक्शन की आवश्यकता है तब मुझे इस अलग परत की आवश्यकता नहीं है इसलिए मैं इसे एक ही लेयर पर कर सकता हूं जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है आप देखते हैं कि VDD कनेक्शन वे सभी इस बाईं वर्टिकल लेयर से जुड़े हैं और ग्राउंड कनेक्शन इस वर्टिकल लेयर से जुड़े हैं और हॉरिज़ॉन्टल कनेक्शन आमतौर पर 4 मेटल में होते हैं 4 या 5 में किसी में भी और कुछ स्थानों पर यदि आपको आवश्यक हो तो आप कुछ अतिरिक्त ऊर्ध्वाधर कनेक्शन भी जोड़ सकते हैं जैसे कि विभिन्न बिजली आपूर्ति बिंदुओं पर बाधाएं वे कम हो सकती हैं लेकिन यह फिर से वैकल्पिक है लेकिन मूल अवधारणा मैंने आपको बताया कि आप इसे इस तरह से फीड कर सकते हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं कि बाईं तरफ के बिंदुओं में तारों को मोटा दिखाया गया है लेकिन जैसे जैसे हम सेल को चलाते हैं यह पतला हो गया है तो एक तार का आकार इस प्रकार वहां तार का आकार कम हो रहा है इसलिए ग्रिड जैसी संरचना के बारे में बात कर रहा हूं इसलिए मैं आपको इसी तरह का एक और तरीका दिखा रहा हूं इसलिए जो थोड़ा और सामान्य संदर्भ में उपयोग किया जाता है पर मानक सेल के लिए आवश्यक नहीं है जिससे आप एक रिंग बना सकते हैं जो चिप के पूरे कोर को घेर लेती है जैसे इस पर एक पूरे आस पास की चीज को रिंग कहा जाता है आप एक चिप के चारों ओर रिंग को परिभाषित करते हैं फिर आप आईओ पैड को रिंग से जोड़ते हैं इसलिए सभी IO पैड वे रिंग से जुड़े हैं IO पैड VDD या ग्राउंड कनेक्शन को फीड करेंगे वे सभी रिंग से जुड़े होते हैं फिर एक जाली बनाते हैं तो चिप के अंदर आप एक क्लॉक मेष की तरह पावर मेष बनाते हैं जिसमें धारियों का एक सेट होता है पिच का मतलब है दो या दो से अधिक परतों पर अंतराल तो यहाँ इनमें से प्रत्येक ये धारियाँ हैं आप दो या दो से अधिक परतों पर ऐसी धातु की धारियाँ बनाते हैं जिससे धातु के कनेक्शन उपलब्ध होंगे एक से अधिक परतों पर भी बिजली कनेक्शन क्योंकि कुछ मामलों में आपको इस कनेक्शन को एक से अधिक परत पर भी उपलब्ध कराने की आवश्यकता होती है तो जाल को रेल के अनुसार बनाया गया है जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं दिखाई गई थीं ये कुछ धातु की परतों पर बनाई गई हैं और धातु की परतें जाल से जुड़ी हुई हैं कुछ इस तरह आप विद्युत लाइनों का एक जाल बनाते हैं और इसी तरह जमीन रेखाएं भी बनाते हैं और वे एक या एक से अधिक धातु की परतों पर उपलब्ध होंगे ताकि ब्लॉक पर जहां भी आपको उनकी आवश्यकता हो आप इसे इन परतों में से किसी एक से ले सकें संदर्भ स्लाइड देखें 1430 तो विचार कुछ इस तरह का था और कुछ डिज़ाइन जो आपने किए हैं इसलिए कुछ धातु की परतें वे इस ब्लॉक की तरह अलग हो गई हैं मैं दिखा रहा हूं तो धातु 4 धातु 6 धातु 8 इतने धातुरूप तो आप किस परत के आधार पर कनेक्शन के प्रकार का उपयोग कर रहे हैं वहां की चौड़ाई उनका पृथक्करण सब कुछ अलग होगा अब वीएलएसआई फैब्रिकेशन के लिए एक बात सही है क्योंकि आप लेयर्स में ऊपर नीचे होते हैं आपकी लाइनों की चौड़ाई अधिक और अधिक मोटी और मोटी हो जाती है इसलिए शीर्ष परतों में से एक पर बिजली लाइनों को लेआउट करना बेहतर है क्योंकि वे किसी भी मामले में अधिक मोटे होंगे वे अधिक धाराओं को ले जा सकते हैं तो बस मूल विचार मैंने आपको बताया संदर्भ समय का संदर्भ लें 1512 इसलिए यह दूसरा दृष्टिकोण कहता है कि हम इसे यहां नहीं हैं बल्कि इसे पूर्ण कस्टम प्रकार के डिजाइन के लिए लागू करें इसलिए हम यह नहीं मानते हैं कि मैंने पहले से ही लंबवत और क्षैतिज कनेक्शन रखा है वहां से मैं बस पावर और ग्राउंड लेता हूं यहां मैं आवश्यकताओं के आधार पर कह रहा हूं जैसे मेरे पास एक परिदृश्य हो सकता है जैसे कि मेरे पास एक ब्लॉक है यह एक पूर्ण रीति है रिफर स्लाइड टाइम 1540 तो यहाँ मुझे VDD कनेक्शन की आवश्यकता है मुझे यहाँ एक ग्राउंड कनेक्शन की आवश्यकता है मान लीजिए कि मेरे पास इस तरह का एक और ब्लॉक है इसलिए मुझे यहां वीडीडी कनेक्शन की आवश्यकता है मुझे यहां एक ग्राउंड कनेक्शन की आवश्यकता है इसलिए मुझे यहां एक ग्राउंड कनेक्शन की भी आवश्यकता है इसी तरह मेरे पास यहां एक और ब्लॉक हो सकता है यहां पर VDD और यहां ग्राउंड हो सकता है कुछ इस प्रकार से तो अब आवश्यकता इस बात की है कि हम अपनी वास्तविक समस्या के आधार पर एक पेड़ का निर्माण करें तो अगले वीडीडी कहाँ हैं यह 3 बिंदु हैं जो मुझे VDD के लिए कनेक्ट करने हैं और ये 4 बिंदु हैं ग्राउंड से जोड़ने है तो इन दो के लिए आइए हम दो पेड़ों का निर्माण करने की कोशिश करें जो दो विपरीत दिशा से आगे बढ़ेंगे इन्हें इंटर डिजिट पेड़ कहा जाता है और यदि आप इसे व्यवस्थित तरीके से करने में सक्षम हैं तो आपको पावर और ग्राउंड का एक लेआउट मिलेगा एक ही परत पर लाइनें और एक बार जब आप इसे कर लेते हैं तो आप आकार पर विचार कर सकते हैं आप विभिन्न ब्लॉकों के लिए करंट आवश्यकताओं का विश्लेषण कर सकते हैं आप उचित रूप से विभिन्न तारों की चौड़ाई सही कह सकते हैं तो मेरा मतलब है कि नेट VDD में से एक और ग्राउंड में से एक दोनों चिप के बाएं किनारे से शुरुआत करते हैं और बाकि चिप के दाएं किनारे से इसके कुछ उदाहरण दिखाए गए हैं इसलिए आपको मिलने वाली रूटिंग प्लानर है इस अर्थ में कि आप इसे एक ही लेयर पर कर सकते हैं और कभी कभी पथ प्राप्त करने के लिए आप या तो ली या लाइन सर्च किस्म के एल्गोरिदम का उपयोग कर सकते हैं या उन दोनों अल्गोरिथम के संयोजन का उपयोग भी कर सकते हैं तो यह रणनीति है कि आप वीडीडी देखते हैं जो आप बाएं से शुरू करते हैं ग्राउंड हम दाएं से शुरू करते हैं आइए हम पहले VDD से शुरुआत करते हैं इसलिए शुरू में मेरे लिए कुछ ब्लॉक हैं और कुछ रूटिंग क्षेत्र उपलब्ध हैं इसलिए शुरुआत में मैं ली नहीं पहले अल्गोरिथम लाइन सर्च का उपयोग करता हूँ मान लीजिये हाई टावर अल्गोरिथम का उपयोग करते हैं तो मुझे जल्दी से कुछ रास्ते मिलेंगे इसलिए VDD नेट कैसे कनेक्ट करें इसलिए एक बार जब मैंने वीडीडी नेट कनेक्ट किया है तो कुछ लाइनें पहले से ही रखी गई हैं और वे अवरुद्ध हैं दूसरी तरफ से अब ग्राउंड नेट आता है इसलिए कभी कभी लाइन जैसे एल्गोरिथ्म को पथ खोजने में कठिनाई हो सकती है क्योंकि कुछ मार्ग अवरुद्ध हो सकते हैं इसलिए जटिल पथ को खोजने के लिए आप इस तरह के एक लाइन एल्गोरिथ्म का उपयोग कर सकते हैं यदि यह उपलब्ध हैं क्योंकि यदि आपको याद है कि ली का एल्गोरिथ्म हमेशा पथ ढूँढेगा इसलिए आवश्यक होने पर ग्राउंड नेट के लिए आप ली के एल्गोरिथ्म का उपयोग कर सकते हैं यदि आप इसे एक पथ की गारंटी देंगे यदि यह उपलब्ध हैं तो यह मूल रणनीति है इस प्रकार यह कदम इस प्रकार है कि आप नेट लेयर असाइनमेंट की टोपोलॉजी की योजना बनाते हैं आप बस उन्हें एक या एक से अधिक मेटल लेयर्स को असाइन करते हैं और जैसा कि मैंने कहा था कि करंट आवश्यकताओं के आधार पर आपने विभिन्न नेट सेगमेंट की चौड़ाई को निर्धारित किया है तो आईये एक सरल उदाहरण लेते हैं मान लीजिये ग्राउंड जिसे हम बाएं और से रूट कर रहे हैं और VDD दाएं और से तो यहां कुछ ग्राउंड और VDD आवश्यकताओं के साथ पांच ब्लॉक हैं इसलिए ग्राउंड को इस तरह से रूट किया गया है जिसे आप देख सकते हैं और VDD रूट को बिंदीदार रेखा द्वारा दिखाया गया है और एक बार जब आप ऐसा कर लेते हैं तो आप इस लाइनों की मोटाई को ठीक कर सकते हैं इस लाइनों की मोटाई चौड़ाई के अनुसार सेट किया जा सकता है स्लाइड समय का संदर्भ लें 2010 तो आइए हम एक और उदाहरण लें वास्तव में एक ही उदाहरण यह वही उदाहरण मैं दिखा रहा हूं कि जब भी आप एक नेट को रूट करते हैं तो ग्राउंड को नेट कहते हैं तो क्या आवश्यकता थी इन 5 ब्लॉकों में कुछ ग्राउंड पिन उपलब्ध हैं आपको कनेक्शन की आवश्यकता है इसी तरह VDD के लिए नेट के लिए उन्हें इन 5 ब्लॉकों को जोड़ने की भी आवश्यकता थी तो हम वास्तव में क्या जरूरत है कुछ ग्राफ सिद्धांत में एक हैमिल्टन मार्ग कहते हैं तो ग्राफ़ में हैमिल्टनियन मार्ग को एक पथ के रूप में परिभाषित किया गया है एक पथ जो किनारों का एक क्रम है हैमिल्टनियन पथ का अर्थ है कि आप एक शीर्ष के साथ शुरू करते हैं किनारों पर इस तरह से चलते हैं कि एक शीर्ष को केवल एक बार ट्रैवर्स किया जाता है आप दो बार एक शीर्ष को पार नहीं करते हैं इसलिए एक बार जब आपको हैमिल्टन का रास्ता मिलता है तो आपके पास पावर या ग्राउंड रेखा को पार करने का एक तरीका होता है इसलिए यहाँ एक बार जब आपको हैमिल्टन मार्ग मिला है तो आप इस हैमिल्टन मार्ग के अनुरूप कुछ क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर खंडों को एम्बेड करते हैं तो नीला ग्राउंड रेखा को संदर्भित है और लाल एक वीडीडी रेखा को संदर्भित है इसलिए जैसा कि आप देख सकते हैं कि उन सभी को एक साथ एक ही परत पर रखना संभव है इसलिए हालांकि उन्हें अलग अलग रंगों में दिखाया गया है लेकिन कहीं भी अंतरविरोध नहीं हैं दो पेड़ हैं जो एक कंघी की तरह हैं उन्हें इंटर डिजिटेड ट्री कहा जाता है वे इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं लेकिन वे साथ साथ स्थापित हो रहे हैं तो यहां एक और उदाहरण है जहां आप इस तरफ से वीडीडी देख सकते हैं इस तरफ से ग्राउंड तो वहाँ VDD नेट आप देख सकते हैं और ग्राउंड नेट दूसरी तरफ से आ रहा है तो उसी तरह से वे रूट किए जाते हैं तो विचार यह है तो आप देखते हैं कि जब हम VDD और ग्राउंड रूटिंग के बारे में बात करते हैं तो रूटएबिलिटी जैसे कुछ अन्य मुद्दे हैं संभव है कि राउटिंग को उसी लेयर पर पूरा करने की कोशिश की जाए और फिर तारों के विभिन्न सेगमेंट्स को आकार दिया जाए स्लाइड का समय देखें 2244 इसलिए पावर और ग्राउंड राउटिंग के लिए यहां संक्षेप में प्रस्तुत करने के लिए हमें तार की चौड़ाई के संबंध में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि यदि बिजली की आपूर्ति के तार पर्याप्त चौड़े नहीं हैं तो आप तारों के माध्यम से अधिक करंट खींचने की कोशिश करेंगे जो उन उच्च धाराओं को संभालने के लिए डिज़ाइन नहीं हैं और तारों में कुछ भौतिक विघटन हो सकता है तो आपके पास एक रूटिंग एल्गोरिदम है जहां तार की चौड़ाई गैर समान हो सकती है यह क्लॉक या सिग्नल नेट के विपरीत है जहां तार की चौड़ाई सभी समान है हम तारों की चौड़ाई नहीं बदल रहे हैं लेकिन बिजली की आपूर्ति के मार्ग में हम हमारी आवश्यकताओं के आधार पर तारों की चौड़ाई बदल रहे हैं तो तारों के आकार की आवश्यकता होती है आमतौर पर एक रूटिंग समस्या में पावर और ग्राउंड नेट को पहले रूट किया जाता है और उसके बाद बाकी नेट को रूट करते हैं और जैसा कि मैंने कहा कि वे आमतौर पर कम प्रतिरोधकता के कारण पूरी तरह से धातु की परतों पर रखी जाती हैं और जिस चैनल के बारे में मैंने बात की थी जैसे सिग्नल नेट आप बस एक बात समझिये आप चैनल रूटिंग पर सोचते हैं जैसे मतलब मानक सेल पंक्तियों के जोड़े के बीच चैनल तो आपने जो कहा है कि सभी सेल में VDD कनेक्शन इस तरह से जुड़े हो सकते हैं यह VDD को फीड कर सकता है यहाँ से बाहर जमीनी रेखाएँ इस तरह से जुड़ी हो सकती हैं लेकिन जो चैनल बीच में हैं आप यहाँ देखते हैं कि आपको दो परतों की भी ज़रूरत है जैसे आपके पास इस तरह के कुछ कनेक्शन हो सकते हैं यह एक ऐसा मॉडल है जिसे मैं देख रहा हूँ लेकिन यदि आप पार नहीं करना चाहते हैं तो आप ऊर्ध्वाधर खंडों पर सिर्फ नीले रंग का उपयोग कर रहे होंगे और क्षैतिज खंडों पर हरे रंग का उपयोग करेंगे केवल उस स्थिति में जब आप इसका उपयोग नहीं करेंगे तो आप इसका और इसका उपयोग कर सकते हैं अब मैं जो कह रहा हूं वह यह है कि अगर तुम यहां देख रहे हो तो तुमने क्या किया है इसलिए हम नीले धातु का उपयोग कर रहे हैं हमारे VDD और ग्राउंड कनेक्शन को रूट करने के लिए कुछ धातु की परत लेकिन चैनल रूटिंग के दौरान भी हम उस धातु की परत का पुन उपयोग कर रहे हैं जहाँ आप कर सकते हैं क्योंकि चैनल के भीतर हम VDD और ग्राउंड को रूट नहीं कर रहे हैं इसलिए चैनल क्षेत्र इसके लिए उपलब्ध है लेकिन यदि आप ओवर द सेल रूटिंग का उपयोग कर रहे हैं हम ब्लू लाइन का उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि पहले से ही यहाँ ब्लू का उपयोग किया जाता है हमारे किसी अन्य परत का उपयोग करना होगा इसलिए यहां हम कह रहे हैं कि चैनलों के भीतर यह सिग्नल नेट धातु की परतों को शक्ति और जमीन के साथ साझा कर सकता है लेकिन अगर मानक सेल के मामले में बिजली की परत है तो मानक सेल में नहीं बल्कि पूर्ण कस्टम डिजाइन के लिए परतों को बदलना होगा क्योंकि बिजली और जमीन में हमेशा उच्च प्राथमिकता होगी और आप बिजली और जमीन की परतों पर तार कनेक्शन का उपयोग नहीं करना चाहते हैं और जाहिर है परत की पसंद धातु की परत एल्यूमीनियम है जिसका सबसे व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है जिसमें सबसे कम प्रतिरोधकता होती है इसके साथ हम इस व्याख्यान के अंत में आते हैं अगले सप्ताह में हम समय विश्लेषण पर अपनी चर्चा शुरू करेंगे विभिन्न तरीकों से आप समय विश्लेषण स्थैतिक समय का विश्लेषण कर सकते हैं और ऐसे तरीके जिनसे आप किसी डिज़ाइन की व्याख्या या संशोधन कर सकते हैं ताकि वे समय के साथ बेहतर प्रदर्शन करें इसके साथ हम इस व्याख्यान के अंत में आते हैं